पिछले व्याख्यान में हम मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equation पर चर्चा की उसके बाद हम इसलिए ट्रांस्वर्स फील्ड के संदर्भ में लोंगिटुडिनल फील्ड और फिर लोंगिटुडिनल फील्ड वेव समीकरण या हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का उपयोग करके कैसे निकाले जाते हैं उसके बाद हमने एक साधारण वेव गाइडिंग स्ट्रक्चर पैरेलल प्लेन वेवगाइड में फील्ड की इन अवधारणाओं को लागू किया और हमने देखा कि पैरेलल प्लेन वेवगाइड के विभिन्न मोड में फील्ड कैसे बदलती हैं आज हम अलग अलग मोड में पैरेलल प्लेन वेवगाइड की कटऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे और अलग अलग मोड में फेज कांस्टेंट इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स फेज वेलोसिटी और वेव्स के ग्रुप वेलोसिटीज उसके बाद हम रेक्टैंग्युलर वेवगाइड पर चर्चा शुरू करेंगे तो आइए हम पैरेलल प्लेन वेवगाइड में कटऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ शुरू करें इसलिए जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि h22k2kx2 जहाँ एक प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो α j और k के बराबर है वेव नंबर जो बराबर है μϵ के और kx x डायरेक्शन के साथ वेव नंबर है जो बराबर है ma तो यहाँ से हम प्रोपगेशन कांस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं kx2 k2 यहाँ के मानों के 3 मामले हैं पहला मामला जब वास्तविक है तो β0 और γ α है इस रूट के अंदर इस मात्रा को वास्तविक होने के लिए सकारात्मक होना चाहिए तो kx2 k2 0 हम kx और k के मान डाल सकते हैं इस समीकरण में और हमें 2μπ mϵa2 प्राप्त होंगे यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं f 12μma तो इस फ्रीक्वेंसी से कम या इस संख्या से कम सभी फ्रीक्वेंसीयों के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट एक वास्तविक संख्या होगी और इस मामले में जब प्रोपगेशन कांस्टेंट वास्तविक होता है तो z डायरेक्शन के साथ फील्ड की भिन्नता होगी e αz जो एटीन्यूएटिंग फील्ड है या हम कह सकते हैं कि फील्ड नीचे खत्म हो जाएगा क्योंकि वे z डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो इस वजह से इन फील्ड को एवन्सेन्ट फील्ड कहा जाता है क्योंकि वे एटीन्यूएटिंग फील्ड या नॉन प्रोपगेटिंग फील्ड हैं इसलिए इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वेव का प्रोपगेशन नहीं होगा क्योंकि वे एटीन्यूएटिंग फील्ड हैं अब दूसरा मामला है जब गामा इस मामले में काल्पनिक है α 0 और γjβ और काल्पनिक होने के लिए इस रुट के अंदर का टर्म नकारात्मक होना चाहिए तो kx2 k20 वहाँ से हमे मिलेगा 2μϵmπa2 और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं f12μϵma और इस टर्म से अधिक सभी फ्रीक्वेंसीयों के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट काल्पनिक संख्या होगी और इस मामले में काल्पनिक संख्या के लिए फील्ड की भिन्नता के साथ साथ z डायरेक्शन होगी e jβz जो प्रोपगेटिंग वेव है तो जब काल्पनिक है तो वेव का प्रोपगेशन होगा अब तीसरा मामला है जब 0 इसका मतलब है α 0 और β 0 और इस मामले में न तो एटीन्यूएशन होगा और न ही फील्ड प्रोपगेशन होगा और 0 होने के लिए यह मात्रा 0 होनी चाहिए kx2 k2 तो इसे 0 बनाओ और फिर हमे 2μϵmπa2मिल जाएगा यहां से हम कटऑफ फ्रीक्वेंसी c1μma और कटऑफ फ्रीक्वेंसी fc12μϵmaप्राप्त कर सकते है हम इन फ्रीक्वेंसीयों को कटऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में बुला रहे हैं क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे एटीन्यूएटिंग फील्ड या नॉन प्रोपगेटिंग फ़ील्ड्स हैं और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रोपगेटिंग फ़ील्ड हैं तो इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वेव प्रोपगेशन नहीं होगा और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेव प्रोपगेशन होगा तो ये कटऑफ फ्रीक्वेंसी हैं या हम इस कटऑफ फ्रीक्वेंसी को fcmv2a भी लिख सकते हैं क्योंकि v1μϵ तो TMm मोड लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी और TEm मोड के द्वारा दी जाती है fcmv2a जहाँ m एक मोड नंबर है और यह एक पूर्णांक है और अगर वेवगाइड फील्ड हवा के साथ है तो कटऑफ फ्रीक्वेंसी fcmc2aहोगी जहाँ c वैक्यूम में प्रकाश की गति है जो बराबर है 3 ×108m sec या 3 ×1010cm sec के तो यह विभिन्न मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसीयों के लिए समीकरण है अब विभिन्न मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसीयों का ग्राफ देखें तो सामान्य तौर पर कटऑफ फ्रीक्वेंसी fcmv2a जहां v1μϵ द्वारा दी गई और यदि हम इस समीकरण में m 1 रखते हैं तो हमें v2a कटऑफ फ्रीक्वेंसी TM1 मोड और TE1 मोड के लिए मिलेगी और अगर हम m 2 डालते हैं तो हमें 2v2a कटऑफ फ्रीक्वेंसी TM1 मोड और TE1 मोड के लिए मिलेगी या हम कह सकते हैं va इसी तरह m का मान लगाकर हम किसी भी मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं अब इसमें सबसे कम कटऑफ फ्रीक्वेंसी v2a है जो मोड TM1 और TE1 की है और सबसे कम कटऑफ फ्रीक्वेंसी वाले मोड को फंडामेंटल मोड कहा जाता है इसलिए पैरेलल प्लेन वेवगाइड में फंडामेंटल मोड TM1 और TE1 हैं और इस TM1 और TE1 में समान कटऑफ फ्रीक्वेंसी है जो v2a है और TM2 और TE2 मोड में समान कटऑफ फ्रीक्वेंसी है जो 2v2aहै इसी तरह TMm मोड और TEm मोड में समान कटऑफ फ्रीक्वेंसी है जो mv2a है और एक ही कटऑफ फ्रीक्वेंसी वाले मोड को डीजनरेट मोड कहा जाता है तो पैरेलल प्लेन वेवगाइडस में डीजनरेट मोड TMm और TEm मोड हैं उदाहरण के लिए TM1 और TE1 या TM2 और TE2 मोड और इतने पर तो यह सब अलग अलग मोड के लिए पैरेलल प्लेन वेवगाइड की कटऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में है अब हमें विभिन्न मोडों में वेवगाइड के अंदर फेज कांस्टेंट और इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स को देखते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि प्रोपगेशन कांस्टेंट γmπa2 2μϵ और प्रोपगेटिंग वेव के लिए काल्पनिक है तो α 0 और γjβ तोयह jβ के बराबर करें यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं β जो एक फेज कांस्टेंट है β2μϵ mπa2 2με इस रूट के बाहर लेते हैं और हमे मिल जाएगा μϵ 1 fcf2 तो यह फेज कांस्टेंट β है अब हम इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स देखेंगे इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अनुपात से दी जाती है जो या तो ExHy या EyHxहै ट्रांस्वर्स मैग्नेटिक मोड में जैसा कि हमने देखा है कि Ey और Hx 0 हैं और Ex और Hy नॉन जीरो हैं और हमने Ex और Hy लोंगीटूडिनल फील्ड Ez के संदर्भ में प्राप्त किए हैं इसलिए उन फील्ड समीकरणों को इसमें डालें तो हमें TM मोड में इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स मिलेगी TMωϵ तो β हमने प्राप्त किया है जो यह है तो इसे ωε द्वारा विभाजित करते है तो हमें मिल जाएगा 1 fcf2 तो यह TM प्रोपगेशन के लिए इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स है अब अगर वेवगाइड हवा से भर गया है तो टर्म एक 0 कांस्टेंट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो फ्री स्पेस में वेव इम्पीडेन्स है और 0 का मान है 0 120π 377 तो TM01 fcf2 हवा से भरे वेवगाइड के लिए है अब इसी तरह हम TE मोड के लिए इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स पा सकते हैं इसलिए ट्रांस्वर्स इलेक्ट्रिक मोड में जैसा कि हमने देखा है कि Ex और Hy 0 हैं और Ey और Hx नॉन जीरो हैं और हमने इन्हें लोंगीटूडिनल फील्ड Hz के संदर्भ में लिया है तो फील्ड्स के मूल्यों डाल दिया और हम पाते है TEωμ और β का मूल्य यहाँ रख कर हमे मिल जाएगा 11 fcf2 और हवा से भरे वेवगाइड के लिए यह 01 fcf2 है तो ये TM मोड और TE मोड में इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स के समीकरण हैं अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के रूप में ये इम्पीडेन्स कैसे बदलती हैं इसलिए हवा से भरे वेवगाइड के लिए TM यह है और TEयह है अब अगर हम इन समीकरणों को फ्रीक्वेंसी के संबंध में प्लॉट करते हैं तो प्लॉट कुछ इस तरह होगा तोTM 0 से 0 तक की हो सकती है क्योकि फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से इंफिनिटी तक बढ़ती है यह TE इंफिनिटी से 0 तक घट जाता है क्योंकि कटऑफ फ्रीक्वेंसी से इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है लेकिन इन 2 का गुणाकर हमेशा एक कांस्टेंट होता है जो बराबर होता है 02 के हवा से भरे वेवगाइड के लिए सामान्य तौर पर TM और TE मोड के इम्पीडेन्स के गुणाकर με के बराबर है तो ये इम्पीडेन्स भिन्नताएं हैं अब हम एक वेवगाइड में वेव्स के फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को पर बढ़ते हैं ये पैरेलल प्लेन वेवगाइड में 2 प्लेटें जो a दूरी से अलग होते हैं x डायरेक्शन में और यह प्लेट्स y डायरेक्शन में इंफिनिटी तक बढ़ा रहे हैं और इस z जिस डायरेक्शन प्रोपगेशन की डायरेक्शन हैं सामान्य तौर पर कुल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से किसी भी वेवगाइड में वेव प्रोपगेशन होता है आइए हम कहते हैं कि यदि इस वेवगाइड के अंदर वेव को एक एंगल पर लॉन्च किया जाता है तो रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम द्वारा कहा गया है कि रिफ्लेक्शन का एंगल इन्सिडेन्स के एंगल के बराबर है तो रिफ्लेक्शन का हमारा एंगल r समान होगा i इन्सिडेन्स एंगल के जो बराबर है के इसलिए यदि हमने वेव को एंगल पर लॉन्च किया है तो यह एक एंगल पर वेवगाइड की वॉल से रिफ्लेक्ट होगी अब फिर से यह रिफ्लेक्ट वेव एंगल पर दूसरी वॉल पर जाएगी और वह एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी तो यह है कि वेवगाइड की वॉलस से कुल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इस ज़िग ज़ैग पाथ में कैसे प्रोपगेट किया जाता है और इस ज़िग ज़ैग पाथ के कारण वेव नंबर के 3 कॉम्पोनेन्ट होते हैं यह k वेव नंबर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ के साथ है वेव जहां k ϵμϵ और kz z डायरेक्शन के साथ वेव नंबर है kx x डायरेक्शन के साथ वेव नंबर है क्योंकि रिजल्टेंट रेफ्लेक्टेड वेव केवल z डायरेक्शन के साथ ट्रेवल करेंगी तो kz समान है β के और हम इस k के कॉम्पोनेन्ट को ले सकते हैं और तब हमें मिलेगा βksin और kx kcos जहां cos fcf और sin 1 fcf2 अब यदि हम मूल्य k और sin लगाते हैं हम β का मूल्य प्राप्त कर सकते है जो आता हैंμϵ1 fcf2 तो यह β का एक ही मूल्य है जो हम पहले प्राप्त की है और इसी तरह हम भी kx का मूल्य प्राप्त कर सकते है तो ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन और कॉस थीटा fc बाय f है तो fc मूल्य रखा और फिर हमे मिल जाएगा kxmπa जो पहले जैसा था हमें वैसा ही मिला और इस वेव नंबर के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी में 3 कॉम्पोनेन्ट होंगे एक v 1μϵ है दूसरा फेज वेलोसिटी है और तीसरा ग्रुप वेलोसिटी है फेज वेलोसिटी वह वेलोसिटी है जिसके साथ कांस्टेंट फेज सरफेस का लोकस वेवगाइड के अंदर प्रोपगेट होता है और यह vp द्वारा दिया जाता है हम जानते हैं βksin और kv तो vp हो जाएगा vsin या sin 1 fcf2 तो हम फेज वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं vpv1 fcf2 हम यहाँ सीधे β भी लगाकर फेज वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं तो μϵ1 fcf2 तो हमें फेज वेलोसिटी का समान मान मिलेगा तो अगर वेवगाइड हवा से भर जाता है तो यह फेज वेलोसिटी csin या c1 fcf2होगा क्योंकि sin ≤1 इसका मतलब है कि फेज वेलोसिटी vp≥c या फेज वेलोसिटी हमेशा प्रकाश की गति के बराबर से अधिक होता है लेकिन आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी का कहना है कि संदेश या जानकारी प्रकाश की गति से अधिक तेज़ यात्रा नहीं कर सकती है और वेवगाइड एनर्जी के लिए प्रकाश के वेलोसिटी से अधिक तेज़ यात्रा नहीं कर सकती है तो क्या यह vp≥c आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी का उल्लंघन करता है इस सवाल का जवाब यह है कि नहीं यह आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि एनर्जी फेज वेलोसिटी के साथ वेवगाइड के अंदर नहीं जाती है जबकि यह ग्रुप वेलोसिटी के साथ वेवगाइड में यात्रा करती है और ग्रुप वेलोसिटी जिसके साथ वेलोसिटी होता है रिजल्टेंट रेफ्लेक्टेड वेव वेवगाइड के अंदर यात्रा करती हैं और इसे vg1∂β∂ω द्वारा दिया जाता है अब हम जानते हैं β μϵ1 fcf2 इसलिए यदि हम इसे डिफ्रेंसिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू तो हमें मिलेगा vg v1 fcf2 या हम इसे लिख सकते हैं vsin और यदि वेवगाइड हवा से भर जाता है तो फेज वेलोसिटी csin होगा और क्योंकि sin ≤1 तो ग्रुप वेलोसिटी vg≥c और इस वजह से आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि वेवगाइड में एनर्जी इस वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के साथ यात्रा करेगी तो ये फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के समीकरण हैं अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के रूप में ये 2 कैसे भिन्न होते हैं इसलिए यदि हम फ्रीक्वेंसी के साथ फेज वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं तो प्लॉट कुछ इस तरह दिखाई देंगे तो यह TE1 के फेज वेलोसिटी और TM1 मोड के लिए प्लॉट है दूसरा TE2 और TM2 मोड के लिए है तीसरा एक TE3 और TM3 मोड के लिए है इसी तरह अगर हम ग्रुप वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं तो प्लॉट कुछ इस तरह होंगे तो पहले TE1 और TM1 मोड के लिए है दूसरा TM2 और TE2 मोड के लिए तीसरा TE3 और TM3 मोड के लिए है तो जैसा कि आप इन कर्व्स से देख सकते हैंफेज वेलोसिटी इंफिनिटी से घटकर प्रकाश की गति तक हो जाता है जो 3 ×108m sec है कटऑफ फ्रीक्वेंसी से इंफिनिटी तक फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होती है जबकि यह ग्रुप वेलोसिटी 0 से प्रकाश की गति तक बढ़ता है क्योंकि कटऑफ फ्रीक्वेंसी से इंफिनिटी तक फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है ये fc1 fc2 और fc3 मोड TM 1 TE1 के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी हैं यह एक TM2 और TE2 के लिए हैऔर यहfc3 TE3 और TM3 के लिए है तो यह फ्रीक्वेंसी के साथ वेलोसिटीज की भिन्नता है लेकिन इन 2 वेलोसिटीज का गुणाकर हमेशा एक कांस्टेंट होता है जो c2 के बराबर होता है हवा से भरे वेवगाइड के लिए और सामान्य तौर पर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का गुणन हमेशा एक कांस्टेंट होता है जो बराबर है μϵ और एक और चीज़ के क्योंकि यह फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता है इसका मतलब है कि विभिन्न फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट अलग अलग वेलोसिटीज के साथ वेवगाइड में यात्रा करते हैं और क्योंकि इसमें विभिन्न फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट द्वारा लिया गया समय इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के लिए अलग अलग होगा और आउटपुट पर विभिन्न फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट अलग अलग समय पर पहुंचेंगे और इस इफ़ेक्ट को डिस्परशन इफ़ेक्ट कहा जाता है तो वेवगाइड में वेव डिस्परशन होगा जो वास्तव में डिसाइरेबल नहीं है तो यह फेज वेलोसिटीज और ग्रुप वेलोसिटीज के बारे में है अब हम एक पैरेलल प्लेन वेवगाइड का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि पैरेलल प्लेन वेवगाइड में गणना कैसे की जाती है तो हम कहते हैं हमारे पास हवा में भरे हुए पैरेलल प्लेन वेवगाइड हैं जिसमें 2 प्लेटों को a 10 cm दूरी से अलग किया जाता है अब हमें TE2 और TM3 मोड में कटऑफ फ्रीक्वेंसीयों को खोजने की आवश्यकता है तो कटऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सामान्य फॉर्मूला fcmc2a इसलिए यदि हम m 2 डालते हैं तो हमें TE2 मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो कि 2 प्रकाश की गति होगी जो 3 ×1010 सेमी सेकंड और 2 × a 10 सेमी होगी तो इसे सरल करके हमें TE2 मोड के लिए 3 GHz मिलेगा इसी तरह हम TM3 मोड के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं तो m 3 लगाएं तो हमें मिलेगा 3×c3×3×1010cmsec2×10 cm तो हमें TM3 मोड के लिए 45 GHz मिलेगा अब अगला प्रश्न यह है कि यदि TE2 मोड में फेज वेलोसिटीज 3c है तो फ्रीक्वेंसी और गाइडेड वेवलेंथ क्या होगा तो फेज वेलोसिटीज का सूत्र vpc1 fcf2 है अब इस दिए गए फेज वेलोसिटीज को समान करें जो 3c है अब इस c और c को रद्द करें इन 2 पक्षों को स्क्वायर करें तो हम 1 fcf213 और 1 1323प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगा fcf223 तो fcf23 यहाँ से फ़्रीक्वेंसी f 32fc और हमने पहले ही TE2 मोड के लिए कटऑफ फ़्रीक्वेंसी की गणना की है जो कि 3 GHz है तो इस मूल्य को यहां रखें तोफ़्रीक्वेंसी 332 गीगाहर्ट्ज़ हो जाती है अब गाइडेड वेवलेंथ खोजने के लिए तो गाइडेड वेवलेंथ gvpf द्वारा दिया जाता है फेज वेलोसिटीज vp3c तो3× 3 × 1010f फ्रीक्वेंसी f 332 GHz गिगाहर्ट्ज़ 109 हर्ट्ज है तो इसे सरल करने के बाद हमें मिलेगा g 102 सेमी तो यह है कि पैरेलल प्लेन वेवगाइड में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है इसलिए अब तक हमने सभी पैरेलल प्लेन वेवगाइड के बारे में चर्चा की है जिसमें हमने विभिन्न मोड पर चर्चा की है TEM मोड TE मोड TM मोड और इन मोड्स में फ़ील्ड्स कैसे भिन्न होती हैं और इन तरीकों के लिए कटऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है और उसके बाद हमने वेवगाइड के अंदर फेज कांस्टेंट इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स और फेज वेलोसिटीज और ग्रुप वेलोसिटीज पर चर्चा की हमने पैरेलल प्लेन वेवगाइड के लिए कुछ अवधारणा विकसित की है हम इन अवधारणाओं को रेक्टेंगुलर वेवगाइड तक बढ़ाते हैं क्योंकि पैरेलल प्लेन वेवगाइड और रेक्टेंगुलर वेवगाइड की स्ट्रक्चर में केवल एक अंतर है जो पैरेलल प्लेन वेवगाइड में है वेव केवल एक डायरेक्शन में सीमित होती है जो कि x डायरेक्शन और z में y डायरेक्शन में प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वेव केवल इस डायरेक्शन में सीमित नहीं है क्योंकि y डायरेक्शन में स्थिर हैं और वे x और z डायरेक्शन के साथ ही बदलती हैं जबकि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में वेव 2 डायरेक्शन में सीमित होती है जो x और y होती हैं और वेव को इस डायरेक्शन में प्रोपगेट किया जाता है तो सभी फ़ील्ड सभी 3 डायरेक्शन x y और z डायरेक्शन में भिन्न होंगे इसलिए हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में पैरेलल प्लेन वेवगाइड की अवधारणाओं का विस्तार करेंगे और हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स फील्ड में क्या होता है और लोंगीटूडिनल फील्ड में क्या होता है और TEM मोड TM मोड और TE मोड में फील्ड कैसे भिन्न होते हैं और हम देखेंगे कटऑफ फ्रीक्वेंसी इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स फेज वेलोसिटीज और ग्रुप वेलोसिटीज हम इन सभी बातों पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसलिए अगले व्याख्यान में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड से शुरू करेंगे और उसके बाद हम वेवगाइड के कुछ अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे